प्रिय प्रतिभागियों पहले सप्ताह के 5 वें मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने ओकुलेसिक्स को देखा था इस मॉड्यूल में हम विभिन्न पारस्परिक स्थितियों में उदाहरण के लिए कक्षा में और साथ ही कुछ अन्य पेशेवर स्थितियों के दौरान जैसे कि प्रस्तुति देते समय या साक्षात्कार आदि का सामना करते समय नेत्र संपर्क की भूमिका को देखेंगे किसी भी बातचीत के दौरान आप जिस दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसकी आंखों पर पकड़ होना महत्वपूर्ण है वास्तव में नेत्र संपर्क मानव के पारस्परिक विचार विमर्श का एक अभिन्न अंग है एक तरह से यह हमारी सम्प्रेषण प्रणाली में हार्डवेर है यदि हम अपनी बातचीत के दौरान किसी व्यक्ति की गेज़ को बनाए रखने में सक्षम हैं तो हम पाते हैं कि इससे सामग्री का बेहतर प्रतिधारण होता है साथ ही हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझाने में सक्षम होते हैं और एक तत्काल प्रतिक्रिया भी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के गेज़ की दिशा में स्वचालित रूप से ध्यान स्थानांतरित करने में सक्षम हैं तो इसका परिणाम यह भी होता है कि दोनों लोग एक ही चीज को देख रहे हैं और एक ही चीज में भाग ले रहे हैं पिछले मॉड्यूल में हमने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का उल्लेख किया था एनएलपी के क्षेत्र में काम कर रहे सिद्धांतकारो ने सुझाव दिया कि विचार प्रक्रियाओं के साथ प्राकृतिक रूप से होने वाली आँखों की मूवमेंट्स कभी भी बेतरतीब नहीं होती है बल्कि आँखों के ये मूवमेंट उस कंटेंट से जुड़े होते हैं जो हम सोच रहे हैं और साथ ही इन विचारों के बडे पैटर्न से भी नेत्र संपर्क के स्तर के साथ साथ और कुछ स्थितियों में नेत्र संपर्क की पूर्ण कमी व्यक्तियों के मनोरोग या न्यूरोलॉजिकल कार्य प्रणाली को दर्शाती है विभिन्न चिकित्सा पत्रिकाओं में इस पहलू पर टिप्पणी की गई है और बाद के निष्कर्षों ने उनकी पेशेवर स्थितियों में भी पुष्टि की है चिकित्सा शोधकर्ताओं ने पाया है कि अवसाद ग्रस्त या चिंतित या मानसिक लोगों के बीच अच्छा और लगातार नेत्र संपर्क बनाए रखना कठिन होता है इसी तरह जिन लोगों में ध्यान की कमी का विक़ार या अति सक्रियता होती है वे अक्सर एक ही गेज में अपने परिवेश को स्कैन करते देखे जा सकते हैं चिकित्सीय संबंधों में एक अच्छा नेत्र संपर्क रोगियों में मनोवैज्ञानिक कष्टों की एक बेहतर और अधिक सफल पहचान के साथ जुड़ा हुआ है हम यह भी कह सकते हैं कि ये प्रवृत्तियाँ क्लास लेते समय हमारी कक्षा में और साथ ही अन्य व्यावसायिक पारस्परिक सेटिंग्स में भी परिलक्षित होती हैं हम सभी अपने अनुभव के आधार पर जानते हैं कि शिक्षक के रूप में हम कक्षा में कहीं भी किसी भी समय देख सकते हैं लेकिन छात्र उन शिक्षकों से अधिक सीखते है जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे उनके साथ नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहते हैं और वे स्वतः ही उन शिक्षकों से ऊब जाते हैं जो लगातार अपने नोट्स को रेफेर करते हैं या आंखों से संपर्क बनाए बिना केवल ब्लैकबोर्ड पर लिख रहे होते हैं मानुसोव और पैटरसन कहा है और हम अक्सर इसका उपयोग छात्रों के क्लास रूम व्यवहार का प्रबंधन करने के लिए करते हैं हम पाते हैं कि निकटता के साथ साथ संक्षिप्त नेत्र संपर्क को ध्यान में रखते हुए हम अनियंत्रित विद्यार्थियों के साथ अनावश्यक शत्रुतापूर्ण व्यवहार से बच सकते हैं साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम किसी विशेष व्यक्ति के साथ अनावश्यक रूप से विस्तारित नेत्र संपर्क से बचें क्योंकि बहुत अधिक समय तक नेत्र संपर्क से दुश्मनी या धमकी की धारणा उत्पन्न हो सकती है जो उस व्यक्ति को अनावश्यक रूप से रक्षात्मक बना सकती है पैनल चर्चा के दौरान भी नेत्र संपर्क उतना ही महत्वपूर्ण है पैनल चर्चाओं के साथ साथ सार्वजनिक चर्चा में भी हम पाते हैं कि बैठने की व्यवस्था बहुत सावधानीपूर्वक तैयार की जाती है इसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि सभी स्पीकर एक दूसरे को देखने में सक्षम हों और पैनल में हर दूसरे प्रतिभागी के साथ सकारात्मक नेत्र संपर्क बनाए रखें और साथ ही साथ दर्शकों के साथ भी इनका खुला संपर्क हो यहां दी गई तस्वीर में हम महसूस कर सकते हैं कि पैनलिस्ट दर्शकों के सामने अर्धवृत्त में बैठे है और प्रत्येक स्पीकर के सामने उचित "पेपर नेम टेंट" रखे हैं और प्रकाश व्यवस्था भी पर्याप्त है बैठने की इस व्यवस्था की तुलना में जहां पर एक सकारात्मक नेत्र संपर्क को प्रोत्साहित किया गया है हम कुछ अन्य चित्रों को भी देख सकते हैं जहां नेत्र संपर्क पूरी तरह से संभव नहीं है इस छवि में हम पाते हैं कि सजावट या मिसे एन सीन बहुत अच्छी तरह से किया गया है यह एक अच्छी स्टेज सेटिंग है इसमें आरामदायक कुर्सियां हैं कम टेबल हैं ताकि दर्शकों के साथ दृश्य बाधित न हो लेकिन कुर्सियों को एक सीधी रेखा में रखा गया है ताकि भाग लेने के दौरान बोलने वालों का एक दूसरे के साथ कोई नेत्र संपर्क न हो सके इस स्थिति में भागीदारी का स्तर और साथ ही वक्ताओं का उत्साह स्वतः ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा बैठने की ये दो अलग अलग व्यवस्थाएं इस प्रकार की स्थितियों में आंखों के संपर्क के महत्व को अपने आप बताती हैं साक्षात्कार स्थितियों में भी नेत्र संपर्क समान रूप से महत्वपूर्ण है वास्तव में यह कहा जा सकता है कि एक प्रत्यक्ष और सकारात्मक नेत्र संपर्क अक्सर एक चयन या अस्वीकृति की स्थिति में फर्क कर सकता है आंखें हमारी रुचि के स्तर को इंगित करती हैं वे हमारी बातचीत के स्तर के साथ साथ हमारे आत्मविश्वास के स्तर को भी इंगित करती हैं एक सकारात्मक नेत्र संपर्क अभ्यर्थी की तैयारियों के साथ साथ अभिरुचि के बारे में भी सुझाव देता है साथ ही यह भी सुझाव देता है कि व्यक्ति नियोक्ताओं के समय और ऊर्जा के प्रति कितना सजग है और उसकी क़द्र करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यह न केवल उत्तरों की मदद से बल्कि आंखों की मदद से भी परिलक्षित होता है नेत्र संपर्क स्तर आत्मविश्वास को व्यक्त करता है इसलिए यदि साक्षात्कार के दौरान एक उम्मीदवार जूते की तरफ नीचे देखता है या मेज पर ध्यान केंद्रित करता है तो इस प्रकार के गेज़ निर्देश आत्मविश्वास की कमी के साथ साथ उम्मीदवार की कम तैयारी और उसकी घबराहट को भी दर्शाते हैं जबकि सकारात्मक और आत्मविश्वास के साथ आंखों का संपर्क बनाने से यह संदेश जाता है कि उम्मीदवार पूरी तरह से तैयार है साक्षात्कार के दौरान कभी कभी उम्मीदवार भ्रमित हो जाते हैं कि उन्हें किससे साथ नेत्र संपर्क बनाना है यदि यह साक्षात्कार लोगों के समूह द्वारा किया जा रहा है तो क्या उन्हें केवल उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सवाल पूछ रहा है या उन्हें पूरी टीम को देखना चाहिए मेरा सुझाव है कि जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा है उस पर स्वचालित रूप से अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए लेकिन जब वे जवाब दे रहे हैं तो उन्हें टीम के बाकी सदस्यों के साथ भी बराबर नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए साक्षात्कार के दौरान एक सकारात्मक नेत्र संपर्क ईमानदारी के साथ साथ उम्मीदवार की दिलचस्पी और उसके इरादों को भी प्रदर्शित करता है जहां एक सकारात्मक नेत्र संपर्क अच्छा एवं उचित होता है यह सलाह दी जाती है कि नेत्र संपर्क में अचानक बदलाव न करें उदाहरण के लिए आप साक्षात्कार बोर्ड का सामना एक सकारात्मक नजरिये से कर रहे हैं लेकिन अचानक किसी विशेष प्रश्न के उत्तर में आप पलक झपकाने लगते हैं या गेज़ से बचना शुरू कर देते हैं तो यह तुरंत नकारात्मक संदेश भेजेगा यदि पूरी उम्मीदवारी के बारे में नहीं तो निश्चित रूप से उस विशेष बिंदु के बारे में जहाँ आप पलक झपकाना या गेज़ बचना शुरू कर कर चुके थे कुछ लोगों की आंखों में एक विशेष चमक होती है और अक्सर हम पाते हैं कि आखों की यह चमक तैयारियों के स्तर से जुड़ी होती है यदि कोई उम्मीदवार पूरी तरह से तैयार है और आश्वस्त है कि वह जो जवाब दे रहा है वह सही है तो स्वतः ही आंखों में चमक और आत्मविश्वास होगा यह चमक एक साक्षात्कार कर्ता को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वह वास्तव में एक पहलू है जिसमें आप रुचि रखते हैं और साथ ही आप एक ऐसी जानकारी का खुलासा कर रहे हैं जिस पर आपको गर्व है यह महत्वपूर्ण है कि जब आप अपनी उपलब्धियों के बारे में अपने पिछले अनुभव या अपनी अकादमिक उत्कृष्टता के बारे में जानकारी दे रहे हों तब उसे एक निश्चित स्तर के आत्मविश्वास और आंखों में चमक के साथ देना चाहिए आंखों की यह चमक नियोक्ता को प्रेरित करती है और वह सोच सकते हैं कि यह एक उम्मीदवार है जो निश्चित रूप से इस पोजीशन में रुचि रखता है नेत्र संपर्क अक्सर विश्वास के मुद्दे से जुड़ा होता है क्योंकि एक समाज के रूप में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बातचीत के दौरान जब कोई दूर बैठा व्यक्ति एक प्रश्न का उत्तर देता है तो हम उस पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते हैं और इसलिए बॉडी लैंग्वेज के इस संवाद के संदर्भ में हमने जो पहले ही फैसला कर लिया है नेत्र संपर्क निश्चित रूप से ट्रस्ट के मुद्दे से जुड़ा हुआ है यह कुछ देशों में अच्छे शिष्टाचार और समानता के साथ भी जुड़ा हुआ है उदाहरण के लिए जापान में पारंपरिक सेटअप में लोगों को अभी भी डायरेक्ट नेत्र संपर्क से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसे कभी कभी अशिष्टता समझा जा सकता है इसकी तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में हम पाते हैं कि गेज़ की प्रत्यक्षता हमेशा पसंद की जाती है यद्यपि मौजूद सांस्कृतिक अंतरों के बारे में पता होना अच्छा होता है और हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि गेज़ की प्रत्यक्षता वह चीज है जिसे किसी के अधिक से अधिक आत्मविश्वास और खुलेपन के स्तर के प्रदर्शन के रूप में माना जाता है हमारी बातचीत के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि हम लगातार प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखें फिर भी कभी कभी यह संभव है कि किसी चीज के बारे में सोचने के लिए या अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए हम कुछ सेकंड के लिए कहीं दूर विचारों में चले जाते हैं और यह पूरी तरह से सही है तो यह प्रत्यक्ष नेत्र संपर्क का एक हिस्सा है और यह नहीं समझा जाना चाहिए कि जब आप अपने विचारों को पुनर्गठित करने के लिए कुछ सेकंड के लिए दूर देखते हैं तो यह कुछ नकारात्मक है एक प्रेजेंटेशन के साथ साथ व्यक्तिगत बातचीत के दौरान भी उस व्यक्ति की निगाहों को आकर्षित करना महत्वपूर्ण है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति आप बातचीत कर रहे होते हैं उसके ध्यान को नियंत्रित करने के लिए कभी कभी कलम या प्रस्तुति के दौरान सूचक का उपयोग किया जा सकता है जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं और आप पाते हैं कि वह व्यक्ति कुछ अन्य स्थानों को देख रहा है जो यह दर्शाता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें उसकी बहुत दिलचस्पी नहीं है या वह अपने विचारों में व्यस्त है ऐसी स्थिति में कभी कभी यह एक अच्छी रणनीति के रूप में काम करता है जहाँ आप कलम या पॉइंटर का उपयोग कर सकते हैं और धीरे धीरे कलम को उस व्यक्ति की आंखों के सामने ला सकते हैं आप पाएंगे कि उस व्यक्ति की आँखें इस कलम पर केंद्रित हैं और अब धीरे धीरे इस कलम को उस बिंदु पर लाया जा सकता है जिसे आप स्पष्ट करना चाहते हैं इस प्रकार आप पाएंगे कि धीरे धीरे उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर के उसे आप उस बिंदु पर पहुंचाने की स्थिति में होंगे जिसे आप समझाना चाहते हैं यह न केवल इस प्रकार की प्रस्तुतियों के दौरान महत्वपूर्ण है जहां आप किसी बोर्ड या स्क्रीन पर कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं बल्कि यह तब भी उतना ही महत्वपूर्ण है जब आप किसी कागज़ के टुकड़े पर कुछ प्रदर्शित कर रहे हों यह रणनीति इस प्रकार के संवादों के दौरान भी काम करती है इस विशेष छवि में जो कि मैंने एनएलपी से ली है इसे बहुत महत्वपूर्ण रूप से दर्शाती है जैसा कि आप पहली छवि में देख सकते हैं कि स्पीकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि ध्यान को कलम की नोक की ओर स्थानांतरित किया गया है और फिर दूसरी छवि में स्पीकर धीरे धीरे कलम को पुस्तक या नोटबुक में उस स्थान पर ले गया है जहां उस व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करना है इस प्रकार बातचीत के दौरान आंखों को नियंत्रित करना दूसरे व्यक्ति के विचार पैटर्न को भी नियंत्रित करता है सार्वजनिक भाषण स्थितियों के साथ साथ किसी भी सामाजिक संपर्क के दौरान भी यह देखा जा सकता है जहां हम किसी औपचारिक स्थिति में प्रेजेंटेशन दे रहे होते है आँखों का संपर्क बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है अक्सर हमें सम्मेलनों के दौरान प्रस्तुतियाँ करनी पड़ती हैं और हमसे कई सवाल पूछे जा सकते हैं इन सवालों का जवाब देते समय विश्वास निर्मित करने और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सकारात्मक नेत्र संपर्क स्थापित करना महत्वपूर्ण है इन स्थितियों में पूरे शरीर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है आप पूरे शरीर को दर्शकों की ओर इस तरह से मोड़ें कि दर्शकों को यह महसूस हो कि आप वास्तव में सवाल सुनने के लिए व्यक्ति की ओर मुड़ रहे हैं और फिर उस का जवाब दे ये सुझाव एक व्यक्ति को यह सोचने में मदद करते हैं कि आप वास्तव में उस प्रश्न में रुचि रखते हैं जो पूछा गया है विशेष वीडियो में आप पाएंगे कि हमारे शरीर के उपयोग के साथ साथ नेत्र संपर्क को बनाए रखने के ये पहलू बहुत अच्छी तरह से दिखाए गए हैं वह लोगों को ऐसा महसूस कराने के लिए विश्व विख्यात है यहाँ तक कि जब वह उनसे हाथ मिलाते हुए एक पंक्ति बोलता है वह उन्हें महसूस कराता है कि वे कमरे में एकमात्र व्यक्ति हैं जिसकी वह सबसे अधिक परवाह करता है और लोग हमेशा सवाल करते हैं कि यह क्या है जो इस प्रभाव को बनाता है मेरी परिकल्पना मेरी मान्यता में यह उसके नेत्र संपर्क का प्रभाव है मुझे लगता है कि 12 साल के लिए एक छोटे से राज्य का गवर्नर मैं आपको बताऊंगा कि हर साल कांग्रेस और राष्ट्रपति के हस्ताक्षरित कानूनों ने मुझे कैसे प्रभावित किया है इसलिए पहली बात जिस पर आप गौर करेंगे और वह यह है कि बिल क्लिंटन जिस समय बोल रहे हैं उस समय शायद 90 से 95 प्रतिशत वह सीधे इस महिला को देख रहे हैं वह उसके साथ नेत्र संपर्क बनाए हुए है बहुत सारे लोग ऐसा करने के लिए संघर्ष करते हैं जब वे सुन रहे होते हैं तो उन्हें आँखों से किसी के साथ संपर्क बनाने में कोई समस्या नहीं होती है लेकिन जब बोलने का समय आता है तो वे इससे बहुत अधिक असहज हो जाते हैं वे इस एक बात को सीधे यह नहीं सोच पाते हैं कि बिल क्लिंटन इसलिए अच्छा कर पते है की वह अचानक नेत्र संपर्क नहीं तोड़ते है वास्तव में जैसे ही वह इस महिला से दूर जाता है वह अपने शरीर के साथ सबसे पहले संकेत करता है कि वह अपनी बात खत्म करके निकलने वाला है और कुछ सेकंड के लिए बोलना जारी रखता है और उसके बाद ही वह दूर देखता है तो इस तरह से आंख का संपर्क तुरंत नहीं टूटता है इसका एक तात्पर्य यह है कि वह रैप अप करने वाला है और वह अलविदा कहना पसंद करता है इसलिए ज्यादातर लोग 10 साल पहले की तुलना में कम पैसों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक असफल आर्थिक सिद्धांत की चपेट में हैं और यह निर्णय कि आप इसे बेहतर बनाने वाले हैं इस बारे में आप किस तरह का आर्थिक सिद्धांत चाहते हैं लोग सिर्फ यह नहीं कहें कि मैं इसे ठीक करना चाहता हूं लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि हमें अमेरिका में निवेश करना होगा तो वह अपने शरीर को सही जगह पर ले जाना शुरू कर देता है आप देख सकते हैं कि वह दूर जाने वाला है नौकरियों से अमेरिका शिक्षा और अमेरिकी स्वास्थ्य देखभाल लागत को नियंत्रित करता है जो अमेरिकी लोगों को फिर से एक साथ लाती है हम अच्छे और सकारात्मक नेत्र संपर्क के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन प्रारंभिक संपर्क वगैरह के दौरान नेत्र संपर्क पर बहुत अधिक जोर दिया गया है कभी कभी अच्छा सकारात्मक और खुली आंखों से संपर्क बनाए रखने का दबाव सम्प्रेसक में असुविधा का भाव पैदा कर सकता है और एक समूह चर्चा साक्षात्कार या विचार विमर्श सत्र वगैरह में भाग लेने के दौरान या प्रस्तुति के दौरान वह आशंकित महसूस कर सकता है तो यह दबाव किसी न किसी तरह से हमें परेशान कर सकता है और इसलिए यह देखा गया है कि ऐसे लोग जो इस तथ्य के बारे में गहराई से जानते हैं कि उन्हें नेत्र संपर्क बनाए रखना है फिर भी वे ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं इसका परिणाम शरीर की नकारात्मक मुद्राओ के रूप में भी होता हैं तो इससे से बचने के लिए हम क्या रणनीति अपना सकते हैं इन स्थितियों से बचने के लिए कभी कभी लोग यादृच्छिक वस्तु लेने की कोशिश करते हैं उदाहरण के लिए एक पेपर वेट जो मेज पर पड़ा होता है और फिर वे उसे देखते रहते हैं वास्तव में वे साक्षात्कार कर्ता से बात करने के बजाय पेपर वेट में उलझे रहते हैं हालांकि यह एक नकारात्मक नेत्र संपर्क है लेकिन बहुत ज्यादा नेत्र संपर्क भी खराब है अगर कोई इंटरव्यू लेने वालों की आंखों में गहराई से देखता है तो पूरा इंटरव्यू पलक झपकते ही खत्म हो सकता है और दूसरे व्यक्ति पर एक बहुत ही अजीब प्रभाव पैदा कर सकता है इन दो चरम स्थितियों से बचने के लिए हमें एक खुशहाल माध्यम की योजना और तैयारी करने की कोशिश करनी चाहिए मैं एक ऐसी ट्रिक का उल्लेख करना चाहूँगा जो मुझे बहुत प्रभावी लगी है और जिसका उल्लेख पहली बार डेल कार्नेगी ने किया था और यह ट्रिक बहुत सरल है इस ट्रिक में आपको साक्षात्कारकर्ताओं की आंखों में सिर्फ उतने समय तक ही देखना होगा ताकि उनकी की आंखों का रंग पंजीकृत हो सके किसी भी कारण से नेत्र संपर्क के सेकंड का यह अंश साक्षात्कारकर्ताओं को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आप एक सकारात्मक नेत्र संपर्क बनाने में संकोच नहीं कर रहे हैं और अक्सर यह उन लोगों के लिए मददगार हो सकता है जो एक उचित नेत्र संपर्क बनाए रखने में अजीब महसूस करते हैं प्रस्तुतियों के दौरान नेत्र संपर्क बनाए रखना अधिक ट्रिकी हो सकता है विशेष तौर पर जब दर्शकों की संख्या का आकार बहुत बड़ा है जाहिर है ऐसी स्थिति में हम हर किसी को नहीं देख सकते हैं इसलिए कुछ विशेष रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है हॉल में बैठे लोगों की सामने की पंक्ति के शीर्ष पर देखना एक विशेष रणनीति हो सकती है उदाहरण के लिए आप पहली पंक्ति को देख सकते हैं लेकिन आप उनकी आँखों में देखने के बजाय आप उनके सिर से दो इंच ऊपर देखने की कोशिश कर सकते हैं और तब पीछे बैठे लोग अपने आप यह सोचेंगे कि आप उन्हें और साथ ही सामने वाले लोगों को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों का जेड फॉर्मेशन में बैठना एक अन्य तरकीब है आंखों की मदद से आप जेड बनाने वाले लोगों पर गेज़ लगाने की कोशिश करते हैं और इस जेड के विभिन्न बिंदुओं से आप लोगों के विभिन्न वर्गों के साथ एक सकारात्मक नजर संपर्क बनाए रख सकते हैं अपनी आंखों से Z बनाते समय कंटेंट की उपयुक्तता के आधार पर एक या दो बार गेज़ को बदलते हुए दर्शकों के कुछ वर्गों को बारीकी से देखना भी महत्वपूर्ण है जबकि हम पूर्ण नेत्र संपर्क को एक सकारात्मक नेत्र संपर्क मानते हैं यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि इसके साथ पूरे चेहरे का संपर्क भी होना चाहिए जैसा कि हम बाद में बॉडी लैंग्वेज की अपनी चर्चाओं में देखेंगे कि पूरे चेहरे के संपर्क में मुस्कुराहट के साथ साथ सिर हिलाना खासतौर पर बातचीत के समय दर्शकों के बीच सकारात्मकता की भावना को दर्शाता है साथ ही अगर आप बाईं ओर खड़े हैं तो आपको समूह के हर कोने में एक वास्तविक या काल्पनिक बिंदु या व्यक्ति को देखना होगा और फिर विभिन्न प्रकार के नेत्र संपर्कों को बनाए रखने से आपको पता चलेगा कि दर्शकों के बीच आप इस धारणा को बना पाते हैं कि आप उनमें से एक बड़ी संख्या को देख रहे हैं और यहां तक कि अगर हम दर्शकों के एक बड़े समूह के साथ प्रत्यक्ष नेत्र संपर्क को बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं तो हमें इस धारणा को पास आन करना नितांत आवश्यक है कि हम सभी से नेत्र संपर्क बनाए रखने की इच्छा रखते हैं और वास्तव में हम इस स्थिति मे नेत्र संपर्क को बनाए रखने में सक्षम हैं अपर्याप्त नेत्र संपर्क बहुत ही अजीब स्थितियों को निर्मित करता है वास्तव में कुछ प्रफुल्लित करने वाले क्षणों को बनाने के लिए विभिन्न टीवी कार्यक्रमों में नेत्र संपर्क के महत्व को अडॉप्ट किया गया है आप में से कुछ प्रसिद्ध अमेरिकी टीवी सिटकॉम फ्रेंड्स कार्यक्रम से परिचित हो सकते हैं जिसे 1994 और 2004 के बीच एनबीसी टेलीविजन पर 10 सीज़न के लिए प्रसारित किया गया था यह एक कहानी है जो छह दोस्तों पर आधारित है और इस विशेष क्लिपिंग में आप कुछ अलग अलग उल्लसित क्षणों को देख सकते हैं जब विभिन्न मित्र कभी कभी बहुत अधिक नेत्र संपर्क और कभी कभी बहुत कम नेत्र संपर्क को भी शामिल करने की कोशिश करते हैं तलछट प्रवाह दर के विषय में तीन प्राथमिक सिद्धांत हैं इनमें से प्रत्येक सिद्धांत को आगे उपश्रेणी में रखा जा सकता है आप जानते हैं कि यह एक फेस अपोलोजी है उसकी आंखों में देखें मुझे पता है कि मुझे मिल सकता है मुझे नहीं पता मैं तुमसे कह रहा हूं मैं यह कर सकता हूं तुम कर सकते हो हे सुनो दोस्तों हम वास्तव में डरावना महसूस कर रहे हैं आप लोग आइए हम चाहते हैं कि आप जानें कि हमें बहुत खेद है जबकि संवादात्मक स्थितियों में एक सकारात्मक नेत्र संपर्क महत्वपूर्ण है यह हमारे लिए यह समझने में भी सहायक है कि विभिन्न प्रकार की नज़रे और गेज़ हमारे लिए क्या मायने रखते हैं आइए हम साइडवे नज़र को देखते हैं और वे विभिन्न संदेश क्या हैं जो इसके द्वारा संचारित किये जा सकते हैं यह शत्रुता अनिश्चितता या संदेह की भावना का संचार कर सकता है और साथ ही यह दूसरे व्यक्ति में रुचि होने का संदेश भी दे सकता है यह समझने के लिए कि यह कौन सी वास्तविक भावना को सूचित कर रहा है हमें साथ में किनेसिक व्यवहार को देखना होगा यदि यह शत्रुता और संदेह की भावना है को दर्शा रहा है तो आप पाएंगे कि सिर दूर हो जाएगा भौहें फड़केंगी माथे पर रेखाएं दिखाई देंगी मुंह सूख जाएगा और गंभीर हो जाएगा उसी समय यदि यह किसी के प्रति दिलचस्पी दर्शा रहा है तो गर्दन शायद सामने आ जाए सिर झुका हुआ हो सकता है भौहें ऊपर उठी हो सकती हैं थोड़ी मुस्कुराहट हो सकती है और अक्सर आप पाएंगे कि यह एक प्रेमालाप संकेत के रूप में भी समझा जाता है तो आप पाएंगे कि नज़र और उसके महत्व को समझने के लिए साथ साथ शारीरिक संकेतों की व्याख्याओं को भी देखना अनिवार्य है जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि एक विशेष पृथक अशाब्दिक संकेत एक पृथक शब्द की तरह है जिसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं अतः हम इसका मतलब केवल तभी निकल सकते है जब हम इसे किनेसिक संकेतों के समूह के साथ जोड़ कर देखते हैं इसी तरह आप पाएंगे कि विस्तारित ब्लिंकिंग भी अचेतन तरीके से होती है यह तब हो सकता है जब या तो एक व्यक्ति अपने स्वयं के विचार में तल्लीन हो जाता है और अपने आप को पूरी स्थिति से अलग कर लेना चाहता है या दूसरी ओर एक तरह से दूसरों को अपनी दृष्टि से और स्वयं को पहचानने से रोकना चाहता है विस्तारित ब्लिंकिंग बताती है कि मस्तिष्क उस दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं करना चाहता है जो बात कर रहा है या व्यक्ति उस कंटेंट में दिलचस्पी नहीं रखता है जो इसे बेहद दर्दनाक लगता है तो आप पाएंगे कि आंखें दो या तीन सेकंड के लिए अपने आप बंद हो जाएंगी या इससे अधिक समय तक बंद रहेंगी और यह दृष्टि बंद रहती है क्योंकि वह व्यक्ति आपको अपने दिमाग से क्षण भर के लिये निकालना चाहता है तो आप समझ सकते हैं कि यह एक नकारात्मक गेज़ है आइए अब हम डार्टिंग आईं या गेज़ अवोइड़ेन्स के कुछ अन्य उदाहरणों पर ध्यान दें डार्टिंग आईं उस गेज़ को बताती है जिसमें एक व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और अचानक एक बार में यह जांचना चाहता है कि कमरे में क्या हो रहा है कभी कभी आप पाएंगे कि यह सुझाव देता है कि एक प्राधिकृत व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया है और यह पता लगाना चाहता है कि हर कोई क्या कर रहा है या उसी प्रकार अत्यन्त घबराहट की स्थितियों में जब मस्तिष्क एक संभावित भागने के मार्ग की तलाश में है इन स्थितियों में यदि यह सुझाव दिया जाता है और बाकी किनेसिक संकेतों द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है तो यह व्यक्ति की असुरक्षा को दर्शाता है डार्टिंग आईं लोगों के झूठे व्यवहार से भी जुड़ी हुई हैं हालांकि शोध हमें बताते हैं कि अभ्यास करने वाले वकीलों ने लंबी अवधि के लिए गेज़ लगाना सीख लिया है तो एक अनावश्यक रूप से लंबे समय तक गेज़ लगाए रखने के साथ साथ डार्टिंग आईं से मुझे लगता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसी समय स्ट्रेमिंग आईं लंबे समय तक आँखों को बंद रखने की क्रिया का सुझाव देती हैं इसका मतलब है कि हम यह नहीं बताना चाहते हैं कि वास्तव में हमारे दिमाग में क्या है और साथ में गेज़ अवोइड़ेन्स सामान्य रूप से नकारात्मक भावनाओं से जुड़ा हुआ है एक व्यक्ति घबरा सकता है निराश महसूस कर सकता है दूसरे व्यक्ति से बचना चाहता है क्रोध या श्रेष्ठता वगैरह दिखाना चाहता है हालाँकि आप पाएंगे कि कभी कभी गेज़ अवोइड़ेन्स एक अधीनस्थ व्यक्ति के रूप में होने के इरादे से जुड़ा हो सकता है या कभी कभी यह चिंता और तीव्रता को कम करने के लिए बहाना हो सकता है जिससे कि उस स्थिति को टाला जा सके तो हमने विभिन्न प्रकार के नेत्र संपर्कों पर ध्यान दिया है जहां सकारात्मक नेत्र संपर्क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक नकारात्मक या कुटिल नेत्र संपर्क हमारे लिए नकारात्मक संकेतों को दर्शाता है हालाँकि मैं इस तथ्य को पीछे छोड़ दूंगा ताकि ओकुलेसिक्स के व्यवहार की सही व्याख्या हो सके अन्य संबद्ध संकेतों को भी देखकर इसे प्रमाणित करना महत्वपूर्ण है एक बहुत दिलचस्प बात हम आपको बताते हैं कि कैसे आँखें बॉडी लैंग्वेज के अन्य संकेतों से जुड़ी होती हैं और कैसे वे हमें किसी विशेष निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करती हैं यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि भाषण की गति और उसे समझने की गति के बीच भिन्नता है अगर हम एक औसत रूप से शिक्षित व्यक्ति की बात करे तो आम तौर पर हमारे पास प्रति मिनट लगभग 650 से 700 शब्द सुनने की क्षमता होती है हालांकि एक भाषण की दर अपेक्षाकृत धीमी होती है और हम सामान्य तौर हम पर प्रति मिनट 150 से अधिक शब्द नहीं बोलते हैं क्योंकि इससे अधिक शब्द बोलने पर भाषण बहुत तेज हो जाएगा और दर्शक ठीक से समझ नहीं पाएंगे इसलिए हम पाते हैं कि औसत श्रोताओं के पास सुनने के लिए तीन चौथाई अधिक हैं समय है और वे अपने आप इसका उपयोग उस कंटेंट का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं जो आंखों से काइनेसिक्स संकेतों के द्वारा सेट किया जा रहा है और किसी भी पेशेवर संवाद में आप देखते है कि उत्सुक छात्र और साथ ही अधीर प्रतिभागी अक्सर प्रश्न पूछने के लिए वक्ता को बाधित कर सकते हैं और यह सामान्य रूप से भाषण की अशाब्दिक विषय वस्तु को लेने के लिए किया जाता है भाषण या प्रस्तुति के दौरान यदि श्रोता स्पीकर से दूर देखता है तो यह प्रदर्शित करता है कि श्रोता कंटेंट से सामग्री से सहमत नहीं है या फिर इस संदर्भ में उसकी कुछ अलग मान्यताएं है भाषण के दौरान वक्ता को देखना दर्शकों की दिलचस्पी और सहमति को दर्शाता है इसी प्रकार यदि कोई वक्ता दर्शकों को देखता है तो वह उसके आत्मविश्वास के साथ साथ कंटेंट को साझा करने के लिए एक खुलेपन को भी परिलक्षित करता है हालांकि यदि वक्ता दर्शकों से दूर देखता है तो इससे यह परिलक्षित होता है कि या तो व्यक्ति को कंटेंट पर आत्मविश्वास नहीं है या वह आगे की पूछताछ से बचना चाहता है या साथ ही कुछ भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है कुछ स्थितियों में विशेष रूप से पेशेवर स्थितियों में व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी महत्वपूर्ण है ऊँची हैसियत के लोग अपेक्षाकृत कम देखते हैं जबकि उन्हें यह सुनना पड़ता है कि दूसरे लोग क्या कहते हैं और वे अपने अधीनस्थों को अधिक देखते हैं जब वे उनसे बात कर रहे होते हैं या उनको कुछ निर्देश दे रहे होते हैं इसलिए अन्य अशाब्दिक संकेतों के साथ क्लस्टरिंग महत्वपूर्ण है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है हमने अपने पिछले मॉड्यूल में न्यूरो लिंगविस्टिक प्रोग्रामिंग का उल्लेख किया था जिसे डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर द्वारा शुरू किया गया था और हम देख सकते हैं कि यह हमारे अपने मन की भाषा सीखने जैसा है उन्होंने अपने शोध की मदद से यह प्रमाणित किया है कि आंखों की अनियमित गति पृष्ठभूमि की उन प्रक्रियाओं को इंगित करती है जो स्पीकर के दिमाग से गुजर रही हैं और फिर यह गेज़ की दिशा के माध्यम से परिलक्षित होता है हमारे पिछले मॉड्यूल में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है और यदि आप इस आरेख को करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि इस बारे में यह अतिरिक्त जानकारी है यह आरेख एनएलपी के निष्कर्षों को भी पुनः प्रतिपादित करता है जो हमारे लिए सहायक होते हैं और हमें यह बताता है कि संकेत क्या हो सकते हैं यदि व्यक्ति किसी विशेष दिशा में देख रहा हो आप देखते है कि बाएं और दाएं दिशाएं विभिन्न प्रकार की सोच प्रक्रियाओं का संकेत करती हैं हालांकि एनएलपी को एक विज्ञान के रूप में अपेक्षाकृत हाल ही में स्थापित किया गया है हम पाते हैं कि एनएलपी के पहले संकेत विलियम जेम्स के ग्रन्थ मनोविज्ञान के सिद्धांतों में पाए जाते हैं जो 1890 में प्रकाशित हुआ था सामान्य रूप से साहित्य के छात्र इस ग्रन्थ से परिचित हैं क्योंकि यह वह ग्रन्थ है जिसमें पहली बार वाक्यांश चेतना की धारा का उल्लेख किया था मूल रूप से विलियम जेम्स ने विचार प्रक्रियाओं के साथ ऑई मूवमेंट्स के जुड़ाव का दस्तावेजीकरण किया था और उन्होंने मनोविज्ञान के सिद्धांतों में वर्णित किया था कि केवल एक दृश्य छवि के बारे में सोचने के कारण नेत्रगोलक में अनियंत्रित दबाव अभिसरण और विचलन होता है हालाँकि यह विचार 1970 तक सुप्त बना रहा अब हम जो वीडियो चलायेंगे वह नेत्र संपर्क के सम्बन्ध में एनएलपी के बुनियादी निष्कर्षों को समाहित करता है हम अपने मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में जानकारी के विभिन्न टुकड़े रखते हैं और आमतौर पर जब हम किसी विशेष प्रकार की जानकारी के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमारी आँखें एक विशेष दिशा में जाती हैं अधिकांश लोगों से एक ऐसी स्मृति के बारे में पूछें जिसे वह दृश्य के रूप से याद कर सकते हैं और यह बचपन की स्मृति हो सकती है जब वे दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो वे उस स्मृति को याद करते हुए ऊपर और बाईं ओर देखेंगे लेकिन अगर आप लोगों से किसी रेखीय चीजों के बारे में पूछते हैं जैसे डेटा आँकड़े या उन्हें संख्याओं को जोड़ने के लिए कहते हैं तो वे अक्सर ऊपर और दाईं ओर देखेंगे जब वे भावुक या परेशान हो रहे होते हैं तो अनुभूति चैनल नीचे की ओर होता है और लोग अक्सर नीचे दाईं तरफ देखते हैं हम अक्सर पते है कि जब वे खुद से बात कर रहे होते हैं तो वे नीचे बाईं ओर देखेंगे क्योंकि वे किसी चीज का उत्तर तैयार कर रहे होते है आप का ऑडियो चैनल क्षैतिज होता है यदि आप घर पर होते हैं और देर रात सुबह 3 बजे आपको बाहर शोर सुनाई देता है यदि यह बिल्लियाँ हैं जो डिब्बे या किसी ऐसी चीज से खेल रही हैं जिसकी ध्वनि आप जानते हैं तो आप अक्सर बाईं ओर देखते हैं क्योंकि यह यह आपके द्वारा समझी गई ध्वनि के लिए आपका स्मरण क्षेत्र है हालाँकि अगर यह आवाज़ आपको समझ में नहीं आती है और आपको नहीं पता है यह किसकी आवाज़ है तब आप दाईं ओर देखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्या है तो इसके साथ हम ओकुलेसिक्स की अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं हालाँकि बाद में जब हम विभिन्न प्रकार के किनेसिक संकेतों की क्लस्टरिंग को देखेंगे तो हम एक बार फिर कुछ गेजेस जिक्र करेंगे धन्यवाद